नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए एनपीटीईएल पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में स्वागत करते हैं इस प्रदर्शन में हम देखेंगे कि कैसे एक पेलोड को एक प्रोग्राम में इंजेक्ट कर सकते हैं और उस पेलोड को निष्पादित करने का कारण बन सकते हैं विशेष रूप से हम पेलोड को विस्तार से देखेंगे और यह भी देखेंगे कि पेलोड को कहाँ और कैसे संशोधित किया जा सकता है तो यह कोड बिट बकेट भंडार में मौजूद है ठीक वैसे ही जैसे बाकी सभी वीडियो जो हमने किए हैं तो हम nptel codes मॉड्यूल 2 पर जाते हैं और फ़ाइल testcodec को देखते हैं विम का उपयोग करके फ़ाइल को खोले आप यहां देख सकते हैं यह वास्तव में एक छोटा कार्यक्रम है इसमें दो फ़ंक्शन शामिल होते हैं कापियर फ़ंक्शन और मुख्य फ़ंक्शन मुख्य कार्य कापियर फ़ंक्शन को आमंत्रित करता है और तर्क 1 को पारित करता है ताकि argv1 जो कि मुख्य कमांड लाइन से प्राप्त होता है और कॉपियर तब निष्पादित होता है यह कैरेक्टर पॉइंटर को ले जाता है STR यह बफर नामक एक स्थानीय बफर बनाता है और फिर STR से बफर में कॉपी करने के लिए स्ट्रिंग कॉपी को इनवॉक करता है ध्यान दें एसटीआर से कैरेक्टर द्वारा कॉपी करने वाले चरित्र को 0 या शून्य तक निष्पादित करना जारी रहेगा एसटीआर में चरित्र प्राप्त किया जाता है इस विशेष कार्यक्रम में ध्यान देने योग्य पहली बात भेद्यता है स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन के कारण भेद्यता आती है इसलिए ध्यान दें कि argv1 किसी भी मनमाने आकार का हो सकता है तो यह इस विशेष कार्यक्रम के उपयोगकर्ता के नियंत्रण में है इसलिए यह उपयोगकर्ता argv1 के लिए किसी भी लम्बाई को निर्दिष्ट कर सकता है जो 100 बाइट्स से बहुत बड़ा हो सकता है और यदि 100 बाइट्स के भीतर कोई शून्य समाप्ति वर्ण नहीं है तो एक अतिप्रवाह बफर निष्पादित करना जारी रखेगा इसलिए हम पहले इसे कार्यवाही में देखेंगे पिछले वीडियो में प्रयुक्त gcc विकल्पों का उपयोग करते हुए हम पहले टेस्टकोड को निष्पादन योग्य बनाते हैं अब हम उदाहरण 5 ए 5 A's के लिए एक वैध इनपुट के साथ टेस्टकोड चलाएंगे जैसा कि हम देखते हैं कि कार्यक्रम निष्पादित होता है और हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है तो यहाँ स्ट्रिंग जो एसटीआर में मौजूद है उसे बफर में कॉपी किया जाता है कॉपियर फंक्शन फिर लौटता है और किया मुद्रित होता है अब देखें कि जब हम इनपुट की लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या होता है तो हम देखते हैं कि टेस्टकोड और इनपुट की लंबाई में 100 बाइट्स की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और प्रोग्राम एक विभाजन दोष के साथ समाप्त होता है हम पहले जांच करेंगे कि इस विभाजन दोष का क्या कारण है और हम इस जांच को बनाने के लिए GDB का उपयोग करेंगे इसलिए हम निम्नानुसार GDB चलाते हैं हम कार्यक्रम को सूचीबद्ध कर सकते हैं और पंक्ति संख्या 10 में एक ब्रेक पॉइंट डाल सकते हैं और फिर हम इस कोड को GDB के माध्यम से चलाएंगे argv1 के माध्यम से एक बहुत बड़ा इनपुट निर्दिष्ट करते हैं तो argv1 A की श्रृंखला है जिसे तब इस दूसरे पैरामीटर argv1 के माध्यम से मुख्य कार्य में पारित किया जाता है ठीक है तो यहाँ क्या होने वाला है क्योंकि हम GDB के माध्यम से चल रहे हैं और लाइन नंबर 10 पर एक ब्रेक पॉइंट है इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट को हिट करेंगे और फिर हम लाइन नंबर 7 में एक और ब्रेक पॉइंट डालेंगे लाइन नंबर 7 में समाहित कॉपियर फंक्शन लाइन नंबर 7 का अंत शामिल है जो स्ट्रिंग कॉपी को पूरा करने के बाद पहुंच जाता है इसलिए हम लाइन नंबर 7 को तोड़ सकते हैं और निष्पादन को जारी रखने के लिए हम कमांड सी डालते हैं तो हम यहाँ पर एक त्रुटि देखते हैं जो कि एसटीआर 41414141 के बराबर है त्रुटि यह है कि पता 0x41414141 पर मेमोरी एक्सेस नहीं की जा सकती अब हम थोड़ा विस्तार से जाँच कर सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है तो हम पहली बार देखते हैं कि पूरे स्टैक का उपयोग करके प्राप्त किया गया gdb info registers esp और gdb x32x esp आपको स्टैक की सामग्री देगा इसलिए आप यहाँ देखते हैं कि पूरा स्टैक 41 से भरा है अब 41 अक्षर A के लिए अनिवार्य रूप से ASCII मान है तो क्या हुआ है कि बफर खत्म हो गया है और पूरे स्टैक A रिटर्न पते की सामग्री से भर गया है जो स्टैक पर मौजूद था यह भी लिखा हुआ है और इसे बदल दिया गया है इन मूल्यों के साथ 41414141 अब स्ट्रिंग कॉपी के निष्पादन के अंत में जब यह विशेष फ़ंक्शन कॉपियर इसे वापस करने की कोशिश करता है तो स्टैक पर अपेक्षित स्थान से रिटर्न एड्रेस को चुनता है कि यह क्या प्राप्त करेगा यह मूल्य 41414141 है और उनके आरईटी निर्देश के दौरान जो कापियर निष्पादित करता है वह इस स्थान पर निर्देश सूचक को बदलने की कोशिश करता है अब इस स्थान से आगे के निष्पादन में एक विभाजन दोष होगा क्योंकि यह एक अमान्य स्थान है अगले वीडियो में हम एक ही टेस्टकोड लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस टेस्ट कोड का फायदा उठा सकते हैं और किसी विशेष पेलोड को निष्पादित करने के लिए इस टेस्ट कोड को लागू कर सकते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम को केवल दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए हम इस कार्यक्रम से निष्पादित करने के लिए अपनी पसंद के एक विशेष पेलोड को मजबूर करेंगे